हमारे पिछले मॉड्यूल में हमने कॉर्पोरेट प्रशासन पर चर्चा की थी आज हम एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड एंड प्रिंसिपल IAS GAAP के बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अब आप पहले से ही फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख चुके हैं अब हम उन मान्यताओं पर गौर करने जा रहे हैं जो इन कथनों की तैयारी पर चल रही हैं इसलिए वर्तमान सत्र में एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड कांसेप्टएकाउंटिंग प्रिंसिपल IAS और GAAP पर चर्चा की जाएगी पहले एकाउंटिंग प्रिंसिपल अब हम जानते हैं कि एकाउंटिंग जानकारी प्रसार करना चाहता है हम लेन देन रिकॉर्ड करते हैं बयान तैयार करते हैं और वे उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाते हैं यह बहुत आवश्यक है कि इस तरह के संचार कुछ एक जैसे और वैज्ञानिक रूप से निर्धारित सिद्धांत पर आधारित हों ताकि यह हर किसी के द्वारा समझा जाए अब एकाउंटिंग प्रिंसिपल का अर्थ उन आचरणों या प्रक्रियाओं के नियम हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से दोनों रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रसार के लिए एकाउंटेंट द्वारा अपनाया जाता है अब ये महत्वपूर्ण एकाउंटिंग अवधारणाएं हैं ये मूल धारणाएं हैं या जिन शर्तों पर एकाउंटिंग आधारित है पहले एक बिज़नेस एंटिटी के लिए कई बार मालिक और व्यवसाय एक साथ बाहरी व्यक्ति के लिए देखते हैं वे एक चीज के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन एकाउंटिंग में हम हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वामी एंटिटी से अलग है और खाते एक विशेष इकाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं अगला दोहरा पहलू है हम जानते हैं कि प्रत्येक लेनदेन के लिए दो प्रभाव होते हैं कभी कभी उन लोगों को डेबिट या क्रेडिट के रूप में बुलाया जाता है क्योंकि दो प्रभावों के कारण बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है हमने बैलेंस शीट समीकरण को पहले ही देख लिया है इक्विटी लायबिलिटी एसेट अगले एक को कॉस्ट कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है अब संपत्ति आम तौर पर दर्ज की जाएगी ऐतिहासिक लागत जो एक्वीजीशन कॉस्ट पर है हम बाजार मूल्य की अनदेखी करते हैं जब तक कि कुछ विशिष्ट शर्त इसे खाते में लेने के लिए न हो अन्यथा एसेट मूल्यांकन के साथ साथ खर्चों की रिकॉर्डिंग वास्तविक लागत पर होती है गोइंग कंसर्न यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यापार लंबे समय तक होगा और कम अवधि में विघटित होने की संभावना नहीं है एकाउंटिंग हमेशा व्यापार की निरंतरता की धारणा के साथ किया जाता है अगला एक एकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट है हम सभी जानते हैं कि व्यापार एक निरंतर प्रक्रिया है यह होता रहता है लेन देन चलता रहता है लेकिन जहाँ तक हिसाब का संबंध है पूरे व्यावसायिक जीवन को कुछ निश्चित अवधियों में विभाजित किया जाता है जो एकाउंटिंग पीरियड के रूप में ज्ञात हैं आम तौर पर 1 वर्ष की एकाउंटिंग पीरियड होती है 1 साल के भीतर एक चौथाई या एक महीना हो सकता है लेकिन हमारे पास कुछ प्रणाली नहीं हो सकती है जहां खाते किसी भी समय बंद नहीं होते हैं क्या आप भारत में एकाउंटिंग पीरियड से अवगत हैं आम तौर पर यह पहले अप्रैल से तीस मार्च तक है तो हर 31 मार्च के अंत में लाभ और हानि और बैलेंस शीट और कैश फ्लो और अन्य सभी स्टेटमेंट तैयार की गई किताबें बंद मानी जाती है और फिर पहली अप्रैल या उसके बाद से नई किताबें खोली जाती हैं या अगले वित्तीय वर्ष का पहला दिन जो कि एकाउंटिंग पीरियड की अवधारणा के अनुसार है अगला मनी मेज़रमेंट अवधारणा है अब सभी लेनदेन जो अकेले पैसे की शर्तें पर व्यक्त किए गए हैं दर्ज हैं गुडविल की तरह कुछ अन्य लेनदेन भी हो सकते हैं या अच्छे संपर्कों या संबंधों की तरह जो या भावनाओं को पैसे में नहीं मापा जा सकता है और ऐसी चीजों को लेखांकन में दर्ज नहीं किया जा सकता है इसके बाद रेअलीसाशन की अवधारणा है अब राजस्व तभी पहचाना जाता है जब कोई विशेष समझौता हो गया हो तो केवल एक लेनदेन की प्राप्ति के मामले में लेनदेन दर्ज की गई है कांस्टेंट वैल्यू अवधारणा तो मुद्रा के निरंतर मूल्य की धारणा हैउदाहरण के लिये रुपया हम यह नहीं मानते हैं कि रुपये का मूल्य हालांकि बदल रहा है जैसे विदेशी मुद्रा हम मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं मुद्रा स्फीति के कारण भी मुद्रा का मूल्य बदल जाता है लेकिन वे व्यापारिक लेनदेन नहीं हैं हम लेनदेन को केवल तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कुछ लेनदेन तीसरे पक्ष के साथ होता है अन्यथा मुद्रा का मूल्य स्थिर माना जाता है अगला अक्क्रुएल कांसेप्ट कहा जाता है तो लेनदेन जब अर्जित या दर्ज होते हैं तब रिकॉर्ड किये जाते हैं तब नहीं जब कैश प्राप्त या चुकाया हो अगले कंसिस्टेंसी है अब एकाउंटिंग नीतियाँ या धारणाएँ प्रविष्टियों को बनाने या बयानों की तैयारी के लिए आधार हैं जब आप विशेष धारणा या विशेष एकाउंटिंग अवधारणा का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो उससे समय समय पर परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एकाउंटिंग विवरणों को अलग अवधि से तुलनीय होना चाहिए अब तुलनात्मकता हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि एकाउंटिंग सिद्धांत और नीतियों का पालन एक अवधि से दूसरे तक सुसंगत तरीके से किया जाना है अगर कुछ विशेष कारण के लिए एकाउंटिंग नीति में परिवर्तन आवश्यक है इसे अलग से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव का भी खुलासा किया जाना आवश्यक है अब यहाँ एकाउंटिंग कन्वेंशन भी खाते में क्यों ली गई है ऑब्जेक्टिविटी जब भी कोई विशेष चुनाव करना हो या जब भी कोई विशेष धारणा को चुना जाना है निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखना है अगला स्टेबल मोनेटरी यूनिट है हमने पहले ही देखा है कि हमारे पास भारतीय रुपया है या जो भी मुद्रा जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे एक स्थिर मूल्य माना जाता है आखिरी बहुत महत्वपूर्ण कंज़र्वेटिस्म हैं हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि अगर वहाँ दो विकल्प हैं तो आप मूल्यांकन पद्धति ए या बी का उपयोग कर सकते हैं उस विधि का उपयोग करें जो कम मूल्य दिखाता है क्योंकि एकाउंटेंट आय के ओवरस्टेटमेंट या किसी भी एसेट की ओवरस्टेटमेंट से बचते हैं हम अधिक कंज़र्वेटिस्म एप्रोच के लिए जाते हैं जहां मूल्य जितना संभव हो उतना कम दर्ज है और एक उच्च पक्ष पर नहीं है AS1 के अनुसार AS1 एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 1 को संदर्भित करता है तीन धारणाएं हैं जो कि फंडामेंटल एकाउंटिंग आज़मप्शन कहा जाता है यदि इन धारणाओं में से कोई भी सच नहीं है तो इसका खुलासा करना आवश्यक है लेकिन वहाँ इन तीनों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह माना जाता है कि उनका हमेशा पालन किया जाता है एक बहुत छोटा सा अभ्यास एल लिमिटेड से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें पहली अप्रैल 2020 को खरीदी गई भूमि की लागत 125 लाख और पंजीकरण शुल्क 15 लाख हैं अब 31 मार्च 2021 को बाजार के तीन संभावित मूल्य हैं रु 150 लाख एक मूल्य संभावना जो ए हैं या बी 120 लाख है या सी 130 लाख अब वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय कंपनी ने क्या किया है यह जमीन का मूल्य 125 लाख माना गया हैं अब क्या यह सही है आपकी राय में मूल्य क्या होगा परिदृश्य A B और C में से प्रत्येक में और कौन सी एकाउंटिंग आज़मप्शन को कंपनी एल द्वारा उल्लंघन किया जाता है अब यदि आप परिदृश्य ए लेते हैं जहां बाजार मूल्य 150 है तो भूमि की लागत कितनी है क्या हम 125 पर विचार करेंगे या हम पंजीकरण शुल्क भी जोड़ देंगे हम खरीद की लागत के लिए नहीं जा रहे हैं हम इसे अधिग्रहण की लागत कहते हैं जिसमें खरीद की लागत प्लस आकस्मिक व्यय पंजीकरण शुल्क की तरह एक बार का खर्च भी शामिल है तो 125 प्लस 15 कंपनी को भूमि की लागत 140 है परिदृश्य ए में बाजार मूल्य 150 है इसलिए हमें बैलेंस शीट में एक मूल्य के रूप में क्या विचार करना चाहिए हम 140 या 150 में से जो कम हो वो लेते हैं इसलिए परिदृश्य ए में मूल्यांकन 140 लाख पर किया जाएगा अब कंपनी ने इसे 125 पर बना दिया है इसलिए उन्होंने कॉस्ट प्रिंसिपल सिद्धांत का उल्लंघन किया है या कॉस्ट अवधारणा क्योंकि भूमि के अधिग्रहण की लागत 140 है उनके पास गलत तरीके से 125 के रूप में गणना की गई थी अब परिदृश्य बी में परिदृश्य बी में लागत 140 है बाजार मूल्य नीचे चला गया है यह केवल 120 है तो हमें इस पर क्या विचार करना चाहिए क्या उन्हें 140 पर मूल्य देना चाहिए या उन्हें 120 पर मूल्य देना चाहिए यह स्टॉक नहीं है यदि यह एक स्टॉक या इन्वेंट्री है तो हम लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो यानी 140 या 120 हमने 120 लिया होगा लेकिन यह एक जमीन है तो यह एक दीर्घकालिक संपत्ति है इसलिए हम बाजार मूल्य से नहीं जाएंगे हम अभी भी इसे 140 पर मान देंगे बी या सी के किसी भी मामले में हम इसे 140 पर महत्व देंगे और अवधारणा जिसका कंपनी ने उल्लंघन किया है वह कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उन्होंने कन्सेर्वटिस्म अवधारणा का उल्लंघन करेंगे क्योंकि भूमि एक निश्चित संपत्ति है जिसे हमेशा अधिग्रहण लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए अब हम एकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जाते हैं एकाउंटिंग नीतियाँ और सिद्धांत सैकड़ों वर्षों से और विभिन्न देशों और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग एकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीतियाँ शायद बहुत लंबी अवधि से उपयोग किये जाते है हालांकि अधिकांश नीतियां आम हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सम्मेलन हैं अब इन नीतियों को मानकीकृत करने के लिए एकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पेश किया गया था तो ये लिखे गए नीति दस्तावेज़ जो कुछ विशेषज्ञ लेखा निकाय या नियामक या सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जो मान्यता उपचारमाप प्रस्तुति प्रकटीकरण आदि के बारे में हैं और वे मानकीकृत हैं यही कारण है कि उन्हें स्टैंडर्ड कहा जाता है और उन्हें उस क्षेत्र में समान रूप से पालन किया जाना चाहिए अब एकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढाँचा और मानक नीतियाँ प्रदान करते हैं ताकि यदि आप विभिन्न संस्थाओं के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें तो वे बहुत अधिक तुलनीय हैं अब एकाउंटिंग स्टैंडर्ड यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उद्यम के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके वित्तीय स्थिति और काम के परिणाम का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें एकाउंटिंग स्टैंडर्ड न केवल उचित उपचार लिखते हैं बल्कि वे तेजी से अधिक पारदर्शिता और बाजार अनुशासन बढ़ाते हैं सामान्य तौर पर एकाउंटिंग स्टैंडर्ड एकरूपता युक्तिकरण तुलनात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं कभी कभी इन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी कहा जाता है उनका एक ही अर्थ है अब विभिन्न देशों के अलग अलग एकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जहाँ तक भारत संबंधित हैं हम किन मानकों का उपयोग करते हैं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आप सभी ने इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया या ICAI के बारे में सुना होगा यह भारत में शीर्ष एकाउंटिंग बॉडी है जिसने 1977 में ASB या एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का विभिन्न लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों को सामंजस्य करने के लिए गठन किया गया था सामंजस्य बनाते हुए या स्टैंडर्ड के साथ बाहर आते समय वे देश में कानून सीमा शुल्क उपयोग और कारोबारी माहौल पर विचार करते हैं अब एएसबी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी विचार करता है अंतरराष्ट्रीय मानक के 2 सेट हैं एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक या IFRS है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक या IAS के रूप में जाना जाता है अभी भारतीय मानकों को वैश्विक स्तर पर सामंजस्य बनाने के लिए 1977 से ही प्रयास किया जा रहा है अब हम IND AS पर आएँगे अब भारत में पहले जिन मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा था उससे एएस के रूप में बुलाया जाता था इसलिए हमारे पास AS1 AS2 AS3 AS4 और आदि मानकों की एक श्रृंखला थी अब कन्वर्जेन्स से है विभिन्न देशों के अलग अलग मानक हैं इन मानकों को एक साथ लाने के लिए प्रयास किया गया है अब इस नीति के कारणकॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 21 फरवरी 2011 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उन्होंने मानकों की एक नई श्रृंखला को अधिसूचित किया है जिसे IND AS कहा जाता है जो भारतीय लेखा मानकों की नई श्रृंखला है अब आईनडी एएस की कई आवश्यकताएँ भारतीय कंपनियों की नीतियों से काफी हद तक भिन्न हैं क्योंकि कई भारतीय कंपनियाँ वर्षों से आईनडी एएस का उपयोग कर रही थी जो मानकों के पुराने प्रकार थे अब अंतर्राष्ट्रीय मानक IFRS है की जांच की गई है एक प्रयास किया गया है मतभेदों को कम करने के लिए और जहाँ तक संभव हो उसी के साथ सामंजस्य स्थापित करें अब यह मानकों का नया सेट है जिसे अधिसूचित किया गया है तो Ind AS 101 के रूप में पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना गया था Ind AS 2 शेयर आधारित भुगतान के बारे में है Ind AS 3 के रूप में बिज़नेस कॉम्बिनेशन है फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल खनिजों की खोज वस्तुओं का प्रकार तो एएस 107 फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो ये 107 से 108 तक के विशेष मानक हैं और फिर से Ind AS 1 से एक श्रृंखला शुरू होती है जो लेखा मानकों की प्रस्तुति है फिर हमें Ind AS 2 7 8 10 11 12 के रूप में मिला है ये सभी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं अगर आप रुचि रखते हैं आप उनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कम से कम विभिन्न शब्दावली को समझने की कोशिश करते हैं ताकि जब भी मानक का संदर्भ किया जाता है आपको कम से कम इसे संदर्भित करने और इसके बारे में पढ़ने में सक्षम होने चाहिए तो यह सभी मानकों की सूची है अब यह वास्तव में हर मानक के माध्यम से जाने के लिए पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं है यह आवश्यक नहीं है हमने पहले ही देखा है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं वो पहले से ही विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार हैं अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक क्या हैं अब IASC अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति के रूप में जाना जाने वाला एक निकाय है जिसका गठन 1973 में हुआ था कनाडा जापान और अमेरिका को छोड़कर अधिकांश देशों ने उन मानकों को अपनाना शुरू कर दिया है अब उचित दिशा और व्याख्याएं देने के लिए मानक व्याख्या समिति थी जो 1997 में बनाई गई थी अब IASB के रूप में जाना जाने वाला एक नया बोर्ड 2001 में बनाया गया था जो विभिन्न मदों के उपचार की तैयारी और फ़ाइनेंशियल स्टैण्डर्ड की प्रस्तुति के लिए हैं अब IASB ने IASC के 41 मानकों को अपना लिया है अब जैसा कि मैंने आपको बताया US मानक हारमनी में नहीं हैं US में FASB नामक एक निकाय है फाइनेंसियल एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड बोर्ड FASB और IASB अंतर को खत्म करने की प्रक्रिया में है और उन मानकों को करीब लाते हैं अब IASB घोषणाओं की एक श्रृंखला में अपने मानकों को खरीदता या प्रकाशित करता है जो IFRS कहा जाता है इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसने बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी अपनाया है IASC और इन घोषणाओं द्वारा जारी किए गए मानक को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IAS कहा जाता है अब मैंने यहाँ IAS की एक सूची दी है मैं आपसे इन IAS को डाउनलोड करने का अनुरोध करूँगा इसलिए उदाहरण के लिए IAS 1 फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी के बारे में है IAS 2 इन्वेंटरी पर है IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट पर है IAS 8 फ़ाइनेंशियल एस्टीमेट एंड एर्रोर्स में फ़ाइनेंशियल पॉलिसी चंज़ेस पर है यदि आप अलग अलग देशों में समाचारों को ध्यान से देखते हैं तो अलग अलग अंतराल हैं और उन्हें एक साथ GAAP कहा जाता है अब GAAP एकाउंटिंग इनफार्मेशन सिस्टम की रीढ़ है जो बिना इस प्रणाली के ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता अब GAAPs और एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में सभी एकाउंटिंग के लिए सिद्धांत आधार माना जाता है इसलिए हमने आज विभिन्न प्रकार के मानकों के बारे में विभिन्न जानकारी की चर्चा की है भविष्य में ये स्टैंडर्ड उन सभी कथनों पर लागू होते हैं जो हमने किए थे हम इसके बहुत अधिक विवरणों में नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इन्हें डाउनलोड करें और समझे अपने हित के लिए